नमस्कार आपका स्वागत है हम इस विशेष व्याख्यान में दास्तानगोई का एक बहुत विशिष्ट प्रतिपादन देखेंगे जैसा कि हम पिछले व्याख्यान में देख रहे थे कि दास्तानगोई के लिए आज महत्वपूर्ण स्रोत दास्तान ए अमीर हमजा की श्रृंखला है जो द नवल किशोर प्रेस ने छापी थी अब इस पूरी छपाई परियोजना के बारे में क्या दिलचस्प है वह यह है कि यह पुस्तकों की श्रृंखला 25 वर्षों में प्रकाशित की गई थीं और इसके हमारे पास 46 बड़े वॉल्यूम सेट थेलेकिन केवल एक सेट वास्तव में आज जीवित है और प्रत्येक पुस्तकमें लगभग 1000 पृष्ठ थे और इसके भीतर कई कहानियाँ थी तो इस तरह की मौखिक कथाओं का संग्रह दुनिया के विभिन्न हिस्सों और साथ ही भारत में भी हो रहा था उदाहरण के लिए ग्रिम्स की फेयरी टेल्स एक उदाहरण है जहां इन कहानियों को जर्मनी और आसपास के देशो से एकत्र किया गया था और आज यह ग्रिम्स नामक परियों की कहानियों का संग्रह है आपके पास ठाकुर मार झूली या दादी की प्रतिरूप की कहानियां है जो बंगाल में दर्शन राज मुजुमदार नामक व्यक्ति द्वारा एकत्र किये गए थे जिसने कई मौखिक कहानियां एकत्र की और वह कथाएँ बंगाल के भीतर प्रचलित थीं तो इसी तरह नवल किशोर प्रेस ने दास्तानगोई की कहानियों के प्रदर्शन किये और उन्हें एकत्र किया गया और ये 46 विशाल वॉल्यूम बनाए गए थे हालाँकि श्रृंखला के सबसे दिलचस्प सबसे लोकप्रिय प्रकार तिलिस्म ई होश्रुबा है जैसा कि मैंने कहा वह जादू जो सभी इंद्रियों को चुरा लेता है तिलिस्मी वह जादू जो किसी की चेतना को लगभग ले लेता है और ये वो छपे हुए किस्से हैं जो आज तक जीवित हैं तथा समकालीन दास्तांगोस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है क्योंकि दास्तानगोई परंपरा वास्तव में फिल्मों और टेलीविजन के प्रिंट के आने से अब कम हो गई है लेकिन इसे महमूद फारूकी और दानिश हुसैन जैसे कलाकारों द्वारा 2005 में पुनर्जीवित किया गया और वे ज्यादा से ज्यादा इसके मूल रूप को रखने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें एहसास है कि समकालीन दर्शकों को बहुत अलग सेटअप की आवश्यकता है इसलिए यदि आपने नोट किया है तोपहले कहानी एकल कहानीकारों द्वारा कही जाती थी लेकिन आधुनिक दास्तानगोई परंपरा में जो नवाचार किया गया है वह यह है कि इसे दो कहानीकारों द्वारा कहा जाता है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक निश्चित प्रकार की संवादी कहानी की अनुमति देता है अर्थात् जब दो पात्र आपस में बातचीत कर रहे हों तभी यह संभव है तो दो दास्तांगोस इसका अनुकरण करके एक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते है और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है की वर्षों से वे तिलिस्म ए होशरूबा की कहानियों से दूर चले गए हैं वे अमीर हमजा या अन्य स्रोतों से कई समकालीन कहानियों को ले रहे हैं तो स्रोतों में से एक जो दास्तानगोई में परिवर्तित किया गया है वह विजयदान देहता पद्मश्री के महत्त्वपूर्णकाम है वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे जिसमे साहित्य अकादमी पुरस्कार मुख्य हैं और उनकी कहानियां राजस्थान के कई क्षेत्रों से प्रभावित हैं और यह समकालीन पाठकों मुख्या रूप से बच्चों के हैं जो उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि अन्य सांस्कृतिक संस्कृतियों में क्या परम्पराएं संबंधित हैं विजयदान देहता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है की वे इनकहानियों को कैसे सुनाते थे हमने पहले से ही देखा है कि कैसे जब नवल किशोर प्रेस आमिर हमज़ा के आख्यानों को प्रिंट कर रहा था तोह उनका कहानी को सुनाने का क्या तरीका था वह लेखक अपना खुद का तरीका बनाते थे अपने स्वयं के इनपुट को लाते थे वे अच्छी तरह से कहानी को सुनाते थे और अपने स्वयं के प्रारूप को दर्शाते थे रें लेकिन प्रिंट में जिस क्षण कहानी छपती है तो उसे एक दृढ़ता मिलती है ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि यह कहानी का संस्करण है इसलिए जब विजयदान देहता लिखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण विकल्प बनाते हैं और नोट्स बनाते हैं वह इसे स्थानीय भाषा में बताता है और स्थानीय राजस्थानी भाषा को बनाए रखने की कोशिश करते है जो मुख्य रूप से मारवाड़ी है लेकिन वह कई अन्य राजस्थानी भाषाओं को शामिल करने की भी कोशिश करते है और यह एक विकल्प है क्योंकि आज हम राजस्थान को एक हिंदी भाषी राज्य समझते है परंतु वह जो करना और बताने चाहते है की हिंदी एक भाषा नहीं है बल्कि हिंदी कई भाषाओं का संग्रह है जो पूरे भारत में बोली जाती हैं हम बाद में इस पाठ्यक्रम में हिंदी हिंदुस्तानी और उर्दू के इतिहास के बारे में अधिक अध्ययन करने जा रहे हैं लेकिन आपको यह पता होना चाहिए की देश के पूर्वी भाग की हिंदी पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली हिंदी से बहुत अलग है बाद के पाठ्यक्रम में जब हम बेनेडिक्ट एंडरसन के कामों का अध्ययन करेंगे तब हम जानेंगे प्रिंट भाषा के लिए एक निश्चित प्रकार की शुद्धता लाता है लेकिन विजयदान देथा अपनी कहानी को जितना संभव हो सके एक निश्चित राजस्थानी भाषा के भीतर ही सुनाता है जो मुख्यतः मारवाड़ी है यह कहानी जिसका हैं आज अध्ययन करने जा रहे हैं और कृपया वीडियो भी देखें जो दास्तान आई चौबोली के प्रतिपादन में विशेष के लिंक में है दास्तान आई चौबोली चार कहानियों का एक सेट है जो एक व्यापक ढांचे के भीतर सुनाई गई है इस कहानी में हम देखेंगे की छोटी ठाकुरनी चौबोली के पास वह चुनौती लेने जाती है जो चौबोली ने उसे दी है तो आपको संक्षेप में कहानी बताता हूँ इसमे एक ठाकुर है और उसकी पत्नी ठाकुरायन है और ठाकुर चांदनी रात में वह अपनी पत्नी को छत पर 108 हाथ दूर जाने को बोलता है हाथ पुराने समय में नाप का एक माप है वह अपनी पत्नी को दूर जाकर धनुष बाड़ से निशाना लगाता है और उद्देश्य यह है की वह ठाकुरायन की नाक की कील के माध्यम से जाना चाहिए और यह ठाकुरायन के लिए बहुत विघटनकारी है और वह हमेशा चिंतित रहती है अब एक बार उसका एक रिश्तेदार उसके पास आता है और वह उससे अपना दर्द साझा करती है और वह कहती है कि ऐसा एक आदमी को नहीं करना चाहिए और वह ठाकुर को उसके साथ ऐसा करने की चुनौती देती है इसके बाद ठाकुर उससे शादी कर लेता है और वह छोटी ठाकुरायन बन जाती है अब ठाकुर जब चांदनी रात में उसपर निशाना साधता है तब छोटी ठाकुरायन चबोली की चुनौती बताती है की चबोली ने यह चुनौती दी है की जो उसे बुलवाएगा वह उस व्यक्ति से शादी करेगी चौबोली को बहुत ही सुंदर और बहुत आकर्षक माना जाता है वह प्रसिद्ध सौंदर्य मानी जाती थी और ठाकुर को अपने पुरुष कौशल पर बहुत गर्व था और जब छोटी ठाकुरायन ठाकुर को इस चुनौती के बारे में बताती है वह इसे नजरअंदाज नहीं कर पता क्यूंकि ठाकुर को अपने पौरुष पर बहुत गर्व है और उसे लगता था की वह चबोली को आसानी से जीत सकता है और निश्चित रूप से उसे अपनी तीसरी पत्नी बना सकता है लेकिन जब वह चुनौती को पूरा करने के लिए जाता है वह सक्षम नहीं होता है वह सफल नहीं होता है वह चौबोली को बुला नहीं पाता है और परिणामस्वरूप अन्य राजकुमारों की तरह कालकोठरी में फेंक दिया जाता है जहाँ वे दालों और अनाज को पीस कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे तो निश्चित रूप से की बुद्धिमत्ता यहाँ दिख रही है और यह पता लग रहा है की केवल शारीरिक कौशल ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आपकी बुद्धि भी महत्वपूर्ण है और फिर ठाकुर ठाकुरयान अब ठाकुर को बचाने के मिशन पर जाती है वह एक पुरुष पोशाक पहन कर चौबोली के महल में जाती है और वह इस चुनौती को लेती है और इस प्रक्रिया में चार कहानियाँ चार पहेलियों पूछती है और हर बार चौबोली बोलती है और जब वह चौथी बार बोलती है उसकी चुनौती टूट जाती है और चौबोली शादी कर लेती है अब उसको चोकी ठकुरायन से शादी करनी पड़ेगी और यह खतरा था क्योंकि एक महिला दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकती लेकिन छोटी ठाकुरायन जब यह चौबोली को बताती है तब वह दोनों बहने जैसी दोस्त बन जाती हैं और ठाकुर मुक्त किया जाता है और कहानी वहीं समाप्त होती है तो संक्षेप में यह कहानी है अब विजयदान देहता इन सभी कहानियों को एक साथ डालते हैं उनकी कुछ कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं उदाहरण के लिए शाहरुख खान की बॉलीवुड फिल्म 'पहेली' विजयदान देहता की कहानियों में से एक पर आधारित है तो दास्तानगोस ने अपने संग्रह से इस विशेष कहानी को लिया और यह दास्तान आई चौबोली कहलाई और इसे दास्तानगोई रूप में रूपांतरित किया गया और हमारे लिए यह ध्यान देना दिलचस्प है की इस कहानी को बताते हुए दास्तानगोई का प्रदर्शन कैसे था और इसके बाद चौबोली की कहानियों का अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया और यह प्रकाशित किया गया था और यह क्रिस्टी मेरिल और कैलाश कबीर द्वारा राजस्थानी से अनुवादित किया गया हम कुछ पहलुओं को करीब से देखेंगे और ये विशिष्ट कथा तत्व हैं जो मौखिक कथा के निशान या विशेषताएं हैं हम वीडियो के माध्यम से इस विशेष कहानी को देखने जा रहे है एक चीज़ मुझे आपको यह बताना है कि जब आप प्रदर्शन देख रहे हैं तो आपको यह समझना चाहिए की यह प्रदर्शन एक एकल उदाहरण है चौबोली के सभी प्रदर्शन एक समान नहीं होंगे क्योंकि प्रदर्शनशीलता अल्पकालिक है इन्हे रिकॉर्ड किया गया है इसका मतलब है कि दास्तान आई चौबोली के अन्य प्रदर्शन बहुत अलग हो सकते हैं अभिनेता अलग हो सकते हैं कहानीकार भी अलग हो सकते हैं इसलिए आप प्रदर्शनकारी तत्वों को देखना चाहते हैं लेकिन हम अनुवाद के माध्यम से पाठ को एक्सेस करने जा रहे हैं अब नए मौखिक रूप में से बहुत महत्वपूर्ण तत्व अलौकिक का आह्वान है अगर आप देखे गए वीडियो को देखते हैं तो इसमे दो आह्वान हैं एक आह्वान है जो फ़ारसी में है और दूसरा आह्वान उर्दू में है और दूसरा आह्वान भगवान राम का आशीर्वाद मांग रहा है कहानी भगवान राम का आशीर्वाद मांगते हुए शुरू होती है की "हे रामदें चौबोली की यह कहानी फिर से पुनर्जन्म ले और इसको हर युग में नए पाठक मिलें" इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे आप कहानी कहने की परंपरा में पाएंगे इसके भीतर निहित है और जब मौखिक आख्यान छपते हैं तो वह प्रिंट परंपरा का भी हिस्सा बन जाता है आप में से जिसने मिल्टन की पैराडाइस लॉस्ट को पढ़ा है यह एक महाकाव्य रूप का रूपांतरण है प्रिंट में महाकाव्य मौखिक का रूप यहनए स्थान के साथ शुरू होता हैजहां मिल्टन ने स्वर्गीय संग्रहालय को आमंत्रित किया है ताकि वह परमेश्वर रूप की कहानियों को बता सके क्योंकि वह एक साधारण नश्वर है कोई भी पारंपरिक प्रदर्शन हो चाहे वह एक नाटक हो या एक नौटंकी हो या भरतनाट्यम प्रदर्शन हो हर एक कला में परमेश्वर का आवाहन होता है एक प्रार्थना है से शुरूवात होती है ठीक है क्योंकि कहानीकार एक निश्चित भूमिका निभा रहा है एक निश्चित परंपरा उसके माध्यम से आगे बढ़ती है और वह अलौकिक शक्तियों का निश्चित आशीर्वाद चाहता है यह परंपरा का हिस्सा है तो यह प्रिंट में भी शामिल है तब आह्वान महत्वपूर्ण रूप से चिह्नित करता है की कहानी वास्तव में शुरू होने वाली है यह दर्शकों को ध्यान देने के लिए तैयार करता है कि कुछ गंभीर होने वाला है कल्पना कीजिए कि जब कोई फिल्म शुरू होती है तो फिल्म से पहले फिल्म थियेटर में विज्ञापन दिखाए जाते है और लोग आसपास घूम रहे होते है जिस क्षण क्रेडिट फिल्म शुरू करता है लोग बैठना शुरू कर देते हैं यह पुस्तक के पृष्ठ को खोलने जैसा है यह चिह्नित करता है कि हम प्रदर्शन के लिए तैयार हैं तो आह्वान और अनुष्ठान केवल कहानीकार द्वारा नहीं बल्कि दर्शकों द्वारा भी किया जाता है इसके माध्यम से वे अभ्यस्त हो जाते हैं यह वैसे ही है जब मैं व्याख्यान शुरू करता हूं तो मैं कहता हूं "सबका स्वागत है" यह आपको बताता है कि व्याख्यान शुरू हो गया है यह रिकॉर्डिस्ट को भी बताता है की उसे रेकॉर्डिंग शुरू करनी है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है आह्वान मौखिक कहानी कहने का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है अब कहानी को बताने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो मैं इंगित करूँगा ठाकुर ने ठकुराइन के लिए लाल रंग के पैरों के निशाँन बनाये थे और 108 हाथ दूर उसने अपने पैरों के निशाँन बनाये थे और वह उसपर जाकर खड़ा होता था और वहां सेठकुराइन पर निशाना साधता था ध्यान दे यह सब पिछले परिपूर्ण में है तो ऐसा वह ठाकुर लगातार करता है वह कई अवसरों पर ऐसा करता है तो इसे दूसरी तीसरी बार दोहराएं जाने पर मौखिक कथन की कार्रवाई संक्षिप्त रूप में हो सकती है इसलिए मौखिक कथन दोनों तरीकों से काम करते हैं एक क्षेपण के साथ साथ पुनरावृत्ति के माध्यम से होता है और दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं यह दर्शकों के लिए कहानी की संपूर्ण समझ या कल्पना करने का एक तरीका बन जाता है याद रखिए दास्तानगोई एक परंपरा थी जिसमें बहुत दृश्य थे लेकिन 19 सदी के बाद इसमे से दृश्य हट गए थे नवल किशोर प्रेस ने जिन संस्करणों को मुद्रित किया उनमे कवर के अलावा अन्य चित्र नहीं थे और निश्चित रूप से प्रदर्शन में संदर्भित चित्र नहीं थे तो दर्शकों के लिए इन परिस्थितियों में दृश्य शब्दों विवरणों के माध्यम से वर्णन कथावाचक द्वारा दिए गए हैं तो वह ठकुराइन को उसके बनाये गए पैरो के प्रिंट पर खड़ा करता था और उससे वह प्रतीक्षा करने को कहता था और वह खुद 108 हाथ दूर जाकर खड़ा हो जाता था फिर वह धनुष की डोरी को खींच कर उसके कान के पास लेकर ठाकुरायन की ओर तीर छोड़ता था प्रत्येक तीर के साथ ठाकुरायन अपने अंगों को अंदर से हिलता हुआ महसूस करती थी और यह महत्वपूर्ण बिंदु है की दर्शकों को वास्तव में खतरे क्या और जोखिम की समझ नहीं थी अगर वह अपने निशान से बाल की मोटाई तक भी चूक जाता तो ठकुराइन भगवान् राम क पास ही पहुँचती और यहाँ कहानी वास्तव में शुरू होती है कई बार ठाकुरायन ने उसे रोकने की भी कोशिश की लेकिन ठाकुर इस दिनचर्या को और अपने दैनिक अभ्यास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था उसे लगता था की एक आदमी के लिए एक महिला की सलाह का पालन करना सही नहीं होगा सामाजिक पदानुक्रम हिसाब से वह ठाकुर है इसलिए वह ऊंची जाती का है क्यूंकि वह एक योद्धा कलाकार था उसे किसी महिला का अनुसरण नहीं करना चाहिए वह सब कुछ अपनी मर्ज़ी से ही करेगा अगर एक बड़े आदमी ने अपना दैनिक कार्य एक महिला के कहने पर त्याग दिया तब वह बड़ा नहीं रहेगा तो उसके अंदर पौरुष गर्व है यह कहानी का एक हिस्सा बन जाता है अगर हम वास्तव में कहानी का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो उसकी दूसरी पत्नी यानी छोटी ठकुराइन ने उसकी जान बचाई इसलिए वह चौबोली को चुनौती देने में असमर्थ है वह चौबोलिस के वचन को अपने साहस या कौशल के प्रदर्शन के बाद भी नहीं तोड़ पाता वह वास्तव में यह मायने रखता है वह प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है तो इस प्रकार कि अगर किसी बड़े व्यक्ति ने किसी महिला के कहने पर अपना दैनिक अभ्यास छोड़ दिया तो वह बड़ा नहीं रहेगा यही कहानी का सार है तो यह इस विशेष प्रदर्शन का विशेष उद्घाटन का क्रम बन जाता है इसलिए कोई भी कथा एक शुरुआत के साथ शुरू होती है वह विकसित होती है और फिर उसका एक संकल्प निकलता है तो शुरुआत में आपके पास पात्रों की जानकारी होनी चाहिए कहानी का स्थान कहाँ है इसका विस्तार से परिचय होना चाहिए फिर संघर्ष और टकराव होता है जो हर मुद्रा में अधिक जटिल होता जाता है या आगे बढ़ता है तो यहां आप हैं इस कहानी में एक ठाकुर का चरित्र है और ठाकुरायन का एक चरित्र है और ठाकुरायन ठाकुर की एक निश्चित प्रथा से परेशान है और वह इससे बाहर निकलने में सक्षम नहीं है यहीं से सस्पेंस बनता है यही वह जगह है जहाँ संघर्ष पैदा होता है की ठाकुरायन इससे बाहर कैसे निकलेगी लेकिन फिर हम कहानी के की अगले भाग पर आते हैं जहाँ छोटी ठाकुरायन ने ठाकुर को एक चुनौती दी तो अब दूसरा विवरण देखें जो आयतन के पृष्ठ 37 पर आता है अंत में ठाकुरायन को पदचिह्नों में खड़ा होना पड़ा था यह पूर्णिमा की रात थी और ऐसा प्रतीत होता था की आकाश में सभी तारे उसकी बदकिस्मती पर हंस पड़े हो अब मैं आपको सलाह देता हूँ की वीडियो रिकॉर्डिंग पर वापस जाएं और इस विशेष भाग को सुनें आप देखिए वहाँ चंद्रमा की रात के प्रकाश में कहीं अधिक बड़ा कहीं अधिक सुरम्य वर्णन है जो पहले भाग में नहीं था क्योंकि यह एक विशेष अवसर है और एक विशेष चंद्रमा है हर दिन चन्द्रमाँ उसी तरह नहीं चमकता है यह एक अलग काल है और यह एक विशेष अवसर है जहां ठाकुरायन वास्तव में छोटी ठाकुरायन के बारे में बात करने जा रही है तो यह एक विशेष अवसर है और विशेष चंद्रमा है और इसलिए यह विशेष विवरण है जो कहीं अधिक सुरम्य हैकहीं अधिक प्रतीकात्मक है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं अब यह विवरण कुछ ऐसा नहीं है जो इस कहानी के हिस्से के रूप में विशेष रूप से आता है यह एक चांदनी रात का वर्णन हो सकता है यह सिर्फ एक टेम्पलेट हो सकता है एक चांदनी रात का वर्णन है जिसे कहानीकार तब उठाता है जब उसे अवसर के लिए सबसे उपयुक्त महसूस होता है और वहाँ कोई लिखित पाठ नहीं है यह सब मन में है सब कुछ सन्निहित है और एक बेहतर कहानीकार वह हैं जो इन पंचांगों का अधिक से अधिक प्रदर्शन करेगा और अधिक प्रदर्शनों की सूची बनाएगा और विवरण में से उपयुक्त प्रत्येक को चुनेगा इसलिए लिखित में हम यह पड़ेंगे की चंद्रमा और तारे ठकुराइन के दुर्भाग्य पर उसकी हंसी उड़ाते हैं लेकिन यही कहानी अगर लिखित है या हम मुद्रित मात्रा के किसी भी संस्करण को पढ़ते हैं तो हम हमेशा इसे ऐसे हे पड़ेंगे जबकि अगर एक व्यक्ति कहानी सुना रहा है वह कुछ पक्षियों का परिचय दे सकता है नदी का उदहारण दे सकता है और विभिन्न प्रदर्शनों वर्णनका करके इसे दिलचसप बना सकता है इसलिए इस विशेष अवसर के बाद ठाकुरायन खुद कुछ नहीं कहती लेकिन ठाकुर को अपनी भतीजी का उदहारण देती है क्यूंकि ठाकुरन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ठाकुर को जवाब दे सके वह भतीजी कौन है यह वही महिला है जो बाद में छोटी ठाकुरायन बनती है यह मार्ग कहानी के पहले कुछ दृश्यों के भीतर दोहराया जाता है और यह अंत में भी दोहराया जाता है क्योंकि यह वही है जो ठाकुर को रना है जब वह चौबोली को बुलवाने में विफल रहता है और कालकोठरी में दाल दिया जाता है और वहां वह खुद अनाज को पीसकर खाता है तो यह स्पष्ट है कि छोटी ठाकुरायन सफल हैं और ये शब्द जब दोहराए जाते हैं तो दर्शकों पर इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि दर्शक इसे एक बार सुनता है और फिर दूसरी बार सुनता है वे डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं वे इसे बेहतर याद रख सकते हैं और यह महत्वपूर्ण है कि वे इसे कहानी के माध्यम से याद रखें क्योंकि छोटी ठकुराइन चौबोली को कहानियाँ सुना रही है वहाँ लगातार कालकोठरी में क्या हो रहा है इसका संदर्भ है कि कालकोठरी में कैदी हैं जो अनाज पीस रहे हैं और कालकोठरी में ठाकुर की उपस्थिति का केवल छोटा ठाकुरायन ठाकुर और दर्शक को ज्ञात है इसलिए ज्ञान के स्तर में यह अंतर कहानी के भीतर रहस्य पैदा करता है आइये आगे बढ़ते हैं आगे हम पाते हैं कि एक विशेष प्रकरण है जहांछोटी ठाकुरायन को किसी भी विकल्प के साथ नहीं छोड़ा जाता है कि शादी उसे शादी करना है या नहीं जब ठाकुर कहते हैं मैं अपनी भतीजी से शादी करने जा रहा हूं तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था ठाकुरों को माफ़ करना आता ही नहीं हैं जब चाचा ने देखा कि वह अपनी भांजी से शादी नहीं कर पा रहा है उन्होंने कहा कि वह लड़की के माता पिता से पूछेंगे और देखेंगे कि उनका क्या कहना है लेकिन ठाकुर ने साफ कर दिया कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है यह उसकी इच्छा थी होने वाली छोटी ठकुराइन के माता पिता का गांव उसकी थिखना के अंतर्गत आता है जब एक बार शाही इच्छाएँ की गईं और उनका ज्ञात हुआ तो किसी और से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है यह एक अफोरिस्म और मौखिक कथन है ये व्यवस्था का पुनर्मिलन है क्यूंकि मौखिक रूप से इन आख्यानों के भीतर काम किया जाता है क्योंकि ये आख्यान पारंपरिक समाज का एक हिस्सा हैं और मौखिक एक बहुत ही पदानुक्रमित समूह हैं और यह दर्शकों को उन नियमों की याद दिलाती हैं कि अगर एक बार शाही इच्छाओं को ज्ञात किया गया था तो कोई और विचार नहीं किया जाएगा तो दर्शकों को पता है कि कोई और तरीका नहीं और ठाकुर और उसकी भतीजी की शादी होगी ही लेकिन जो भी व्यवस्था की जाती है उसपर कोई भी कुछ भी सवाल नहीं उठा सकता हमारे लिए यह नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कहानी में बहुत कुछ महत्वपूर्ण क्रॉस ड्रेसिंग के तत्व है और एक ही लिंग संबंध की संभावना है क्यूंकि अंत में हम जानते है की जो व्यक्ति चौबोली को बुलवाने में सक्षम है वह चौबोली से शादी करेगा और दर्शकों को पता है कि वह युवक वास्तव में एक महिला है और तो अगर वह शादी वास्तव होती है तो क्या होगा यह सामाजिक मानदंडों लैंगिक मानदंडों को चुनौती देना होगा यह कहानी के भीतर एक निश्चित तनाव बना हुआ है यह पितृसत्तात्मक मानदंडों के लिए एक चुनौती है लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता क्यूंकि वास्तव में शादी नहीं होती है अंत में चौबोली की शादी ठाकुर से होती है और न ही छोटी ठकुराइन से आइए हम इस विशेष मार्ग पर ध्यान दें उस चुनौती को देखे जोछोटी ठकुराइन ने ठाकुर को दी थी वह उससे पूछती है की निहत्थी स्त्री पर बाढ़ छोड़ना कौन से पौरुष की निशानी है वह कहती है की स्त्री के बजाय क्यों न ठकुर नाक चिदा के वहां खड़ा हो जाये और यह बहुत दिलचस्प होगा मेरा मतलब है कि मैं भी वही कर सकती हूं जो तुम कर रहे हो वास्तव में हमे कुछ असाधारण करना चाहिए यह बहुत साधारण है एक धनुष और तीर के साथ एक लक्ष्य को मारना बहुत से लोग ऐसा करते हैं यह बहुत ही साधारण है कुछ असाधारण करना है तो आपको राजकुमारी चौबोली का हाथ जीतना होगा और उसे बहु बनाकर इस किले में लाना होगा 17 बार 20 राजा ऐसा कर चुके है और चौबोली को चार बार बुलवाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन वे सब असफल रहे तो यह चुनौती है लेकिन वे सभी एक तहखाने में बैठकर अनाज कूट रहे हैं यदि आप इस करतब को कर पाए तो यह वास्तव में उल्लेखनीय और प्रभावशाली होगा अब ये देखिए यहाँ एक भाषाई फंदा है क्योंकि छोटी ठाकुरायन ठाकुर से शादी से पहले कहती है की आगर मेरा पति मुझ पर तीर चलाता तो मैं उसे चारा पिसवाती और चारा खाने को देती और यह बिल्कुल वैसा ही है जो उसे कार्य दिया जाता है जब वह चौबोली को बुलवाने में विफल रहता हैं तो यह एक तरह का भाषाई जाल है दर्शक इस विवरण को समझने में सक्षम होंगे और दो चीजों को जोड़ने में भी सक्षम होंगे कि छोटी ठाकुरायन के पास एक निश्चित बुद्धि है वह बुद्धिमान है और उसके चरित्र समझते हैं फिलहाल के लिए हम छोटी ठकुराइन के बारे में भूल जाते हैं और ठाकुर को याद करते हैं जो चौबोली का हाथ जीतने की कोशिश करता है तीसरे दिन ठाकुर राजकुमारी के शहर में पहुंचे उन्होंने स्नान किया तैयार हुए और राजमहल की दिशा में आगे गए और पराक्रमी नगाड़ा और ड्रम से उनका स्वागत हुआ ठाकुर ने अपने इरादों की घोषणा हर नगाड़े की गूँज पर की और शाही दरबार पंहुचा कस्बे में हर जगह सब लोगों को पता चल गया था कि राजकुमारी से शादी करने एक नया आदमी आया है कई लोगों ने पहले इस ड्रम को पीटा था लेकिन कोई भी उसकी चुनौती को पूरा नहीं कर सका कई राजकुमार अच्छी तरह से अपने चेहरे को साफ़ करके आते लेकिन उन्हें धुल ही मिलती तो यह एक पुनरावृत्ति है वे सब कालकोठरी में बैठ कर घोड़ों के लिए चारा पीस रहे थे वहाँ बहुत सारे सूइटर्स थे तो यह एक पूर्वाभास है यह एक पूर्व नामांकन है और ठाकुर के साथ यही होना है जिस क्षण वह प्रवेश करता है वह अपना महान गौरव दर्शाता है लेकिन कथा इसे रेखांकित कर रही है यह कह रहा है कि क्या वह वास्तव में दूसरों से अलग है यह सवाल है तो अब हम उस स्थान पर चलते हैं जहाँ चबोली तैयार रही हैं सुंदर युवा जो चबोली से विवाह करने आये हैं वे पहले कालीन पर बैठते हैं और चौबोलि का चेहरा देखकर शुरू करते हैं उनको लगता है की चौबोली उसकी चुप्पी की कसम नहीं तोड़ेगी तो मेरी कहानी के लिए हुंकार कौन देगा बिना कहानी के हुनकारा ऐसा जैसे नमक के बिना भोजन और यह कुछ ऐसा है जो प्रदर्शन में दोहराया जाता है आप देख सकते हैं की इन सटीक लाइनों को चार बार प्रत्येक रूप में दोहराया गया है और यह एक बहुत ही दिलचस्प संरचना है क्यूंकि किसी को हुनकारा देना अनिवार्य है तो लोगों में कहानी सुनने की प्यास होनी चाहिए कहानी कहने वाला कहानी को तब तक नहीं बता सकता जब तक कि दर्शक उन्हें कहानी बताने के लिए न कहें वास्तव में यदि आप शिक्षक को कहानीकार के रूप में सोच सकते हैं तो यह एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है की छात्रों के बिना शिक्षक का कोई कामनहीं होता जैसे की जब मैं इस व्याख्यान की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि छात्र कौन होंगे तो यह वास्तव में एक कहनी है जो हुनकारा के बिना है दास्तान ई चौबोली कहानी कहने की परंपरा पर भी निर्भर करती है की लोग कितनी बार पूछते हैं की "आगे क्या होना है " "आगे की कहानी सुनाएं" " मुझे एक और कहानी सुनाओ " उसके बिना कहानी नहीं होती है तो कहानी की जिज्ञासा आनी चाहिए और अगर वह चौबोली से नहीं आती है तो उसे किसी और चीज से आना पड़ता है वह लौ से चौबोली के हार से या फिर धुएं से भी आ सकती है प्रत्येक कहानी में एक विशेष दाता या हुनकारा होता है और चौबोली की विरोधी स्थिति भी शामिल होती है चौबोली नहीं चाहती की कहानी बताई जाए वह अपनी प्रतिज्ञा बनाए रखना चाहती है वह नहीं चाहती कि उसका परीक्षण किया जाए तो कोई बहुत दूरदर्शी है कोई बहुत तेज दौड़ सकता है कोई अकल्पनीय दूरी पर निशाने पर तीर साद सकता है कोई व्यक्ति रस्सियाँ बना सकता है तो भीतर कहानी की संरचना इस ढांचे के भीतर हुई है यहाँ चार कहानियों की एक संरचना है जो इस फ्रेम में बनाई गई है और जहां चौबोली को चार बार बोलने के लिए कहा जाएगा लेकिन प्रत्येक कहानी के भीतर एक संरचना और पुनरावृत्ति की भावना है हर बार जब वह किसी का सामना करता है तो वह पूछता है की "तुम क्या कर रहे हो" और वह एक बहुत ही कल्पनाशील बहुत असाधारण जवाब देता है और यह पता लगाता है की यह एक अद्भुत व्यक्ति है और प्रत्येक कहानी वास्तव में शुरू होती है यह एक और दोहरावदार संरचना है यह विक्रम बेताल की कहानी की तरह है जहाँ प्रत्येक कहानी पहेली के साथ समाप्त होती है और अंत में हनकारा उस पहेली का उत्तर देता है और छोटी ठाकुरायन उस व्यक्ति के साथ विवाद में पड़ जाती है और यह चीज़ चौबोली को बोलने के लिए मजबूर करती है और यह स्पष्ट रूप से छोटी ठाकुरान द्वारा अपनाई गई रणनीति है क्योंकि वह जवाब जानती है और वह बुद्धिमान व्यक्ति है और वह इस तर्क को ऐसे समय तक आगे बढ़ाती है जब तक कि चौबोली बोलने के लिए उत्सुक न हो जाये अचानक दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं अचानक से चौबोली के होंठों से विस्फोट की तरह शब्द निकलते हैं और ह बिस्तर से ऐसे उठ जाती है जैसे बिजली का एक शॉट लगा हो वह बिस्तर को बेकार है और बोलती है की तुम मेरे सामने यह बकवास कैसे बोल और सुन सकते हो लेकिन अंत में जवाब व्यर्थ है क्योंकि कहानीकार और छोटी ठाकुरायन को उत्तर में रुचि नहीं है जब चौबोली खड़ी हो जाती है औरउसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता और उसके बाद नगाड़े को बजाने की घोषणा की जाती है यह संरचना है जो दोहराती जाती है तो यह कहानी को बंद कर देता है जैसे कि आह्वान कहानी शुरू करता है प्रदर्शनी कहानी शुरू करती है और इस तरह की दोहरावदार संरचना कहानी को समाप्त करती है और और फिर इसके बाद ध्यान उन कैदियों पर जाता है जो मुक्त होने की खुशी की उम्मीद में अपना धान 10 गुना तेजी से विभाजित करना शुरू कर देते हैं दुनिया में स्वतंत्रता से अधिक अद्भुत कुछ भी नहीं है चौबोली की ग़ुलामी से आजादी आप जानते हैं यह संरचना है की हम अगली ज़िन्दगी लिए तैयार अब इसके ठीक बाद क्या होता है इस चरमोत्कर्ष के तुरंत बाद कि चौबोली की प्रतिज्ञा टूट गई है दर्शकों के लिए यह महत्वपूर्ण है की आगे क्या होगा एक उन्नत प्रत्याशा जागृत होती है और नगाओं की आवाज़ धड़कन बढ़ा देती है की अब कैदी स्वतंत्रता की प्रत्याशा की और अग्रसर हैं लेकिन याद रखें की चौबोली को चार बार बोलना है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं बल्कि चार बार और ऐसा नहीं हुआ है तो वह चरमोत्कर्ष की चढ़ाई को कम देता है इसलिए जैसे कि आँखें काजल से अधिक आकर्षक दिखती हैं और भौंह सुंदर जिसे टिकरी से सजाया गया है वह सिंदूर के लाल रंग की टिकरी के साथ ज़्यादा सुन्दरलगती है वैसे ही एक हुनकारा के साथ कहानी बेहतर बताई गई है तो चरमोत्कर्ष रहस्य ऊपर से नीचे के स्तर पर जाता है तो अगर एक पल के लिए आपने सोचा कि शुरुआत मध्य और अंत की यह संरचना बहुत अरिस्टोटेलियन है चरमोत्कर्ष से नीचे आना बहुत ज़्यादा अरिस्टोटेलियन है मौखिक कहानी आगे बढ़ेगी और उसके कई शुरुआत होंगे क्योंकि है एक कहानी के भीतर बहुत कहानीयां होती है यह एक चरमोत्कर्ष पर जाता है और फिर नीचे गिरता है इसलिए हम कहानी कहने का पुन प्रयास कर सकते हैं क्यूंकि अगर चौबोली को सिर्फ एक बार बोलना होता है तो चार आख्यानों की ज़रुरत ही नहीं होती चार आख्यानों का क्रम क्या है आप वास्तव में उन्हें इंटरचेंज कर सकते थे कहानियों की व्यवस्था के भीतर कोई कथात्मक संरचना नहीं है ऐसा नहीं है कि एक कहानी दूसरे पर बनती है आप एक विनिमय कह सकते हैं जैसे की कमिशीबाई की स्लाइड है इसलिए यह दोहराव की संरचना है जो एक कहानी के चरमोत्कर्ष के बाद दोहराई जाती है और यह मौखिक कथा की विशेषता है क्योंकि मौखिक कथा बड़ी कहानियों से छोटी कहानियों के बारे में बताती है तो बड़ा आख्यान छोटी कहानी बताने के लिए एक बहाना बन जाता है तो वास्तव में यह मौखिक कथाओं की कुछ विशेषताएं हैं और इससे पहले कि मैं इस व्याख्यान को समाप्त करूँ मैं एक निश्चित पहलु पर एक क्षण के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा जो प्रदर्शन अधिकार प्रदर्शन डोमेन के बारे में है उदाहरण के लिए यदि आप उस विशेष वीडियो को देखते हैं जो मैंने सुझाव दिया है तो आप पाएंगे कि वहां एक अमीर आदमी का वर्णन है जो बहुत समृद्ध है और यह इस विशेष एपिसोड के तीसरे सेट में आपको मिलेगा वह समकालीन भारत में एक विशेष अमीर व्यक्ति को संदर्भित करता है उस व्यक्ति का नाम जाहिर है पारंपरिक कहानी के भीतर नहीं है यह कि विजयदान देहता द्वारा लिखित कहानियों में भी नहीं मिलेगी लेकिन यह एक तरीका है यह एक वार्तालाप है शैली है क्योंकि कहानी कहने वाले एक विशेष दर्शक है और दर्शक संभवत एक निश्चित समकालीन विवरण पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया देते हैं और मौखिक कहानी सुनाना हमें उस संदर्भ को शामिल करने की अनुमति देता है जो एक मुद्रित रूप में नहीं हो सकता और यह हमें इसकी अनुमति नहीं देता क्योंकि आप समय समय पर अपनी कहानी को नहीं अपनी तरह नहीं बता सकते एक बार एक किताब छपी जाती है तो वह 10 साल 15 साल तक वैसे ही रहती है लेकिन यह है एक लंबा जीवन जबकि मौखिक कथा का जीवन छोटा होता है इसलिए एक मौखिक कथा में मैं सुबह या कल की कहानी बता सकता हूँ और एक मौखिक कथा के भीतर इस तरह का संदर्भ संभव है यही कारण है कि आप मुद्रित संस्करण में उस समृद्ध व्यक्ति का संदर्भ नहीं देखेंगे आप देखें कि प्रदर्शन संदर्भ में ही आता है इसी तरह का एक और उदाहरण अंतिम प्रकरण में है जहाँ नौ लाख सिक्को को वितरित करने का वर्णन है वहां भुवनेश्वर की सड़कों का संदर्भ दिया गया है जैसा कि आप जानते हैं यह एक विशेष घटना है यह प्रदर्शन वास्तव में उड़ीसा में भुवनेश्वर में हो रहा है दास्तानगोज़ या कथकर बोलने की वे छवियां बहुत सामान हैं दर्शकों वहां ठीक सामने बैठे होते हैं और कहानीकार से वक्ता बात कर सकता है इसलिए यह बहुत अधिक अंतरंग शैली है और उस अंतरंगता में एक वार्तालाप में कुछ ऐसी चीजों को संदर्भित करता है जो दर्शकों को पता होती हैं यह कहानी को दर्शकों के करीब लाता है तो ये कुछ अन्य उदाहरण हैं एक और बात जो मैं बताना चाहूंगा जब आप पढ़ रहे हैं तो हम अनुवाद पढ़ रहे हैं जो बेशक हिंदी पाठ में भी उपलब्ध है तो आप में से जो पाठ का उपयोग कर सकते हैं मैं उन्हें प्रोत्साहित करूँगा कि आप हिंदी पाठ पढ़ें लेकिन क्योंकि यह एक पैन इंडिया प्रसारण है इसलिए मैंने अंग्रेजी ग्रंथों का उल्लेख किया है इसलिए अनुवाद में भाषा की कुछ बारीकियाँ खो जाती हैं उदाहरण के लिए इसे देखें जब सेठ की पत्नी सेठ से मिलने जाती है जो की चौथी कहानी में होता है तो वह कहती है की " मैं सास भी लेती हूं तो मेरी सास को खबर हो जाती है" अब यह पंक्ति मैं सास भी लेती हूं तो मेरी सास को खबर हो जाती है" यह मौखिक प्रसारण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह शब्द की ध्वनि के साथ खेल रहा है न कि जिस तरह से शब्द वर्तनी है दो शब्दों को बहुत अलग तरीके से लिखा गया है ताकि वे प्रिंट में समान रूप से दिखाई न देंयह निश्चित रूप से अनुवाद में नहीं होता लेकिन मौखिक संस्करण में इसके बोलने में प्रभाव ध्वनि बहुत अलग होगा तो ये मौखिक कहानी कहने के कुछ पहलू हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा इन कहानियों को पढ़ें और मौखिक की बारीकियों को समझने के लिए वीडियो देखें और कुछ और आकर्षक क्रियात्मक मौखिक प्रदर्शन को भी देखे कहानी सुनाना बहुत लोकप्रिय हो रहा है भारत में कथाएँ सुनाने के उत्सव हो रहे हैं कृपया जाकर इनमें से कुछ देखें इन प्रदर्शनों में से कुछ में भाग ले और दुनिया की बेहतर समझ प्राप्त करें की यांत्रिक प्रजनन के बिना संभवतः क्या हो सकता है प्रिंट से पहले की दुनिया कुछ ऐसी है जिसे हमें समझने की जरूरत है लेकिन याद रखें कि भले ही हम अपना मौखिक प्रदर्शन देख रहे हैं ये मौखिक प्रदर्शन वास्तव में प्रिंट के माध्यम से है तो यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि वे प्री प्रिंट युग में रहे होंगे लेकिन फिर भी यह आपको कुछ विचार देगा धन्यवाद